मेरे पास कैंची की एक जोड़ी और एक छोटी सी शीट है बस आपको यह समझाने के लिए कि मैं किसी विशेष स्थिति के लिए बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स का पता कैसे लगा सकता हूं उदाहरण के लिए यह एक कागज की शीट है और मुझे बचपन से ही इस ऑपरेशन को करने की आदत है कैंची की एक जोड़ी का उपयोग करते हुए कागज की एक शीट काटना l क्या मैं विश्लेषण कर सकता हूं कि इस पेपर पर किस तरह का फोर्स कार्य कर रहा है ताकि मैं कागज की इस विशेष शीट को काट शकु l आइए अब हम करते हैं और देखते मान लेते हैं कि यह एक कागज की शीट है आइए मैं इसे बस अच्छे से चित्रित कर देता हूं l अब यहां पर क्या होगा यहां पर कैची की जोड़ी में से कैंची का एक लेग है यह एक लेग मैंने यहां चित्रित किया है l तो यह इसको काट रहा है l यह इस तरह होना चाहिए क्योंकि यह इसके साथ ही कट रहा है l यहां पर एक और है जो इसके पास है इस तरह से इसके जैसा l इसलिए जब मैं कट करता हूं मैं एक फोर्स लगा रहा हूं एक समान और विपरीत फोर्स इन दोनों बिंदुओं पर जिसे समझना बहुत कठिन नहीं है l यदि मैं यहां पर एक लोड लगाता हूं और एक लोड यहां पर दोनों लोड जोकि कागज पर दिखाई देते हैं वह बिल्कुल एक ही होते हैं l इसलिए अनिवार्य रूप से मैं यहां एक फोर्स P और एक फोर्स P यहां लगा रहा हूं और मैं कागज की शीट को काटने के लिए फोर्स के इस सेट का उपयोग करना चाहता हूं इन दोनों के बीच की दूरी क्या है बहुत ही कम लगभग δ आइए अब हम बस इसको हटा देते हैं और देखते हैं किस प्रकार के फोर्स प्रकट होते हैं तो मेरे पास यहाँ एक P है और यहाँ पर एक P है यहां पर एक स्मॉल δ है जो इसे घुमाता है l मैं इसकी यह विशेष साइड नहीं दिखा रहा हूं l इसे कसकर पकड़ने और लगाने पर यहां पर एक हल्का सा मोमेंट लग जाता है और वह प्रतिरोध मेरे हाथ से लिया गया है l यदि मैं इसके लिए शियर फोर्स चित्रित करता हूं तो बहुत आसान है यहां बीच में कोई फोर्स नहीं है यहां पर एक शियर फोर्स है जो P के बराबर है जो इस δ क्षेत्र में स्थिरांक है और इस क्षेत्र में शून्य तक जाता है l बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में यह कैसे होता है आइए मैं इसे बहुत छोटा बनाता हूं जिससे कि मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को बना सकूं l बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यदि मैं यहां पर कोई विशेष बिंदु लेता हूं मैं यह प्रश्न पूछता हूं कि क्या यह एक साम्यावस्था में है इसका उत्तर नहीं है l मुझे उदाहरण के लिए इसको लगाना चाहिए मेरे पास एक कैंटीलीवर या कुछ इस तरह का होना चाहिए जो और कुछ नहीं है बल्कि कागज की शीट को पकड़े हुए हाथ है l यहां एक मोमेंट है जो यहां पर दिखाई पड़ता है l लेकिन तब यदि मैं केवल इन दोनों के बीच में देखता हूं और इस विशेष साइड को देखता हूं मैं इसे इस तरह काट देता हूं यह मोमेंट P गुना है यदि मैं इससे दूरी x मान लूँ तो यह P गुना x है इसलिए यह कुछ इस प्रकार का मोमेंट है और इस विशेष बिंदु पर यह P गुना δ है l मेरे को δ के बारे में क्या पता है δ बहुत छोटा है पूरे कागज में और इन सब की तुलना में यह बहुत छोटा है l तो और इसलिए P δ भी बहुत छोटा होगा और इसलिए मैं कह सकता हूं कि यह लगभग शून्य के बराबर है l तो कैची के जोड़ी का उपयोग करते हुए फोर्स लगाने के इस विशेष मामले में मैं बस इतना कर रहा हूं कि मैं अपने हाथ से लगाए गए फोर्स के बराबर एक शियर फोर्स लगा रहा हूं l और इसलिए मेरे पास लगभग प्योर शियर फोर्स की स्थिति है l तो मैं इस पर एक प्योर शियर फोर्स लगा रहा हूं और यह कागज को काटने के लिए पर्याप्त है l जैसे जैसे δ छोटा और छोटा होता जाएगा इस कैची की एफिशिएंसी बेहतर और बेहतर होती जाएगी l अब यहां ऐसी स्थिति भी हो सकती है जहां किसी भी कारण से आपके पास प्योर बेंडिंग मोमेंट हो सकता है l मैं आपको इसका एक उदाहरण दूंगा इसको सामान्य तौर पर 2 पॉइंट बेंडिंग या 4 पॉइंट बेंडिंग कहां जाता है l इस तरह की स्थिति l यह एक फोर्स P है यह एक फोर्स P है जो की दूरी पर काम कर रहे हैं जैसा कि यहां दिखाया गया है l यहां पर अभीक्रियाएं क्या होंगी अभीक्रिया P है और P यहां पर है l यदि मैं इस क्षेत्र में बेंडिंग मोमेंट के उतार चढ़ाव लेता हूं आइए मैं इसे A BCD कहता हूं l आइए अब हम सबसे पहले शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं मैं केवल इस जोन BC पर ध्यान केंद्रित करने जा रहा हूं l यदि आप ध्यान दें यहां पर एक इस तरह P है इस प्रकार से और तब यह P है और मुझे इसे P के बराबर नीचे लाना है l यह नेगेटिव है और यह यहां पर शून्य होने जा रहा है और मेरे पास एक पॉजिटिव शियर P है और यह इस तरह समाप्त होता है l इसलिए मेरे पास नेगेटिव शियर है और एक पॉजिटिव शियर है लेकिन यदि आप ध्यान दें तो बीच में आपके पास 0 शियर की स्थिति है l बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पर बैंडिंग कैसा रहेगा आप पाएंगे कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को इस प्रकार लिखा जा सकता है जैसे मैंने अभी यहां पर कॉपी किया है l यदि मैं बीच में एक सेक्शन लेता हूं यह P और यह P दोनों मिलकर एक के बराबर एक कपल बनाते हैं l इसलिए मैं बस इसको एक कपल जो के बराबर है उससे प्रतिस्थापित कर सकता हूं l इसी प्रकार से यह दोनों एक कपल बनाते हैं जोकि है l यहां कोई और फोर्स काम नहीं कर रही है और इसलिए इस विशेष जोन में यह एक प्योर बेंडिंग मोमेंट कार्य कर रहा है l बस इसे यहां स्पष्ट करने के लिए आपके पास इस तरह से मैं C के पास काट रहा हूं B और C के नजदीक और यह बस और के बराबर प्योर बेंडिंग मोमेंट उद्घाटित करता है और इसलिए यहां किसी दूसरे सेक्शन पर यह के बराबर होगा l और इसलिए हमारे पास इस जोन BC में एक स्थिर मोमेंट होता है जोकि पॉजिटिव के बराबर होता है l इसलिए हम एक प्योर बेंडिंग मोमेंट की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं इसे प्योर बेंडिंग की स्थिति कहते हैं l प्योर बेंडिंग ही क्यों यहां शियर नहीं है यहां कोई एक्सियल फोर्स नहीं हैकेवल परिणामी फोर्स जो यहां है प्योर बेंडिंग है l अब प्रश्न यदि मैं इस विशेष सेट को आसपास कहीं भी घुमाता हूं आपको लगता है मैं BC पर कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट उत्पन्न करूंगा l उदाहरण के लिए ऐसा होने की बजाएं मान लीजिए कि मैं किसी ऐसी चीज की ओर बढ़ गया हूं जो बाईं ओर से a दूर हैइसको के रूप में रखते हैं l क्या आपको लगता है कि मेरे पास यहां पर एक कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट होगा कृपया स्वयं पता करें अब आइए अब हम लोडिंग के विभिन्न परिदृश्यों को देखें जो एक बीम पर दिखाई दे सकते हैं मान लीजिए कि मैं यह प्रश्न पूछता हूं मान लेते हैं कि यह एक सिंपली सपोर्टेड बीम है मैं तुरंत ही इस प्रकार से चित्रित कर सकता हूं l मान लेते हैं कि इसका अपना वेट को लिया जाता है l इसलिए इसका अपना वेट l मान लीजिए कि इसका वेट प्रति यूनिट लंबाई दिया गया है l यह और कुछ नहीं बल्कि यह मास गुणा वन पर यूनिट लेंथ क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल है l अब मैं इसे कैसे निरूपित करता हूं लोग इसे अलग अलग तरीकों से निरूपित करते हैं l सबसे सरल तरीकों में से एक जिससे आप निरूपित कर सकते हैं कुछ इस तरह से चित्रित करते हैं और कहते हैं कि यह w प्रति यूनिट लंबाई के बराबर है l वह इसे इस प्रकार के डायग्राम का उपयोग करके भी निरूपित करते हैं l हम इसे यूनिफॉर्म कहते हैं क्योंकि यह आइए मान लेते हैं कि यह एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हैं यह एक यूनीफामर्ली डिसटीब्युटेड लोड है l इन लोडस की दिशा क्या होती है बीम की अक्ष के अनुप्रस्थ आप ध्यान रखें यह हमेशा बीम की अक्ष के अनुप्रस्थ ही होगा यदि मैं इस विशेष स्ट्रक्चरल मेंबर सिस्टम को एक बीम के रूप में ले रहा हूं l और इसलिए अभिक्रिया सपोर्ट की अभिक्रिया भी बीम की अक्ष के लंबवत होगी l दूसरी स्थिति उदाहरण के लिए है मेरे पास एक इस प्रकार की बीम है l मान लेते हैं कि यह एक वाल हो सकती है और यह मूल रूप से एक कॉलम ऑफ़ वाटर को सपोर्ट कर रही है l और यदि मुझे इस विशेष मान लेते हैं कि बीम पर फोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन का पता लगाना है l यह एक वाल हो सकती है मूल रूप से इसे एक बीम होने के लिए आदर्श बनाया जा सकता है इस पर फोर्स क्या होगा

मैं शियर डायग्राम को कैसे ड्रा करूं शियर फोर्स डायग्राम में मुझे मोमेंट के बारे में परवाह नहीं करनी है जो इस पर कार्य कर रहा है l यह बहुत आसान है l मेरे पास यहां कार्य कर रहा है इसलिए यहां शियर होगा इस पर कोई भी ट्रांसवर्से फोर्स कार्य नहीं कर रहा है इस पर भी और इसलिए यह ऐसा ही बना रहेगा और इस विशेष बिंदु पर यह नीचे आ जाएगा और यह शियर फोर्स डायग्राम है यह क्या सेंस है नेगेटिव सेंस l याद रखें कि ऊपर की तरफ नेगेटिव है और नीचे की तरफ पॉजिटिव है जिसे हमने साइन कन्वेंशन के रूप में उपयोग किया है l बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में यह कैसे होता है यह वह प्रश्न है जिसमें हम में से अधिकांश को उत्तर देने में समस्या होती है l लेकिन यदि आप तर्कसंगत रूप से सोचते हैं तो यह बहुत आसान हो जाता है l पहले की तरह यदि मैं कहीं पर काट देता हूं तो यह वही है जोकि भाग लेने वाला है यह बेंडिंग मोमेंट में भाग लेने जा रहा है l और इसका पॉजिटिव सेंस होने जा रहा है और इसलिए स्वतः ही मेरे पास इस तरह से पॉजिटिव होगा यहां इस पर कोई ट्रांसवर्से फोर्स नहीं है और इसलिए शियर फोर्स कांस्टेंट है l क्या शियर फोर्स कांस्टेंट है बेंडिंग मोमेंट लिनियर होना चाहिए यहां पर 0 से शुरू होकर मान के बराबर होता है l इसलिए इस विशेष बिंदु पर l मोमेंट क्या है इसका साइन क्या है यह पॉजिटिव के बराबर है l आप उस ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं जो मैंने आपको पहले बताई थी l दाहिने हाथ की साइड के लिए पता लगाने के क्रम में यह सेक्शन लेने के बजाय वह वाला यह यदि आप उस सेक्शन को लेते हैं जो दाहिनी और है l मेरे पास एक नीचे की ओर कार्य करने वाला एक फोर्स है l इसलिए यदि मेरे पास इस प्रकार से नीचे की ओर कार्य करने वाला फोर्स है और मैं बेंडिंग मोमेंट प्राप्त करना चाहता हूं इस बेंडिंग मोमेंट की पॉजिटिव सेंस क्या होती है l क्या यह इस तरीके से है इसका उत्तर हां है दक्षिणावर्त पॉजिटिव है क्योंकि नेगेटिव दिशा है यह x दिशा है l यदि मुझे इस को प्राप्त करने की आवश्यकता है यह के बराबर है और इसलिए यदि मैं प्रतिस्थापित करता हूं तो बन जाएगा क्या यह पॉजिटिव है या नेगेटिव दक्षिणावर्त दिशा में हैं भी दक्षिणावर्त दिशा में है l और इसलिए मेरे पास होगा l आइए मैं यहां पर यह स्पष्ट करता हूं l कभी कभी मैं गोवा से चेन्नई जा सकता हूं

मान लीजिए कि मैं इस M को इस केंद्र से दूर किसी अन्य बिंदु पर यहाँ ले जाता हूँ आइए अब मैं इसे बनाता हूं और आपसे यह प्रश्न पूछता हूं l मान लीजिए मैं इसे की दूरी पर ले जाता हूं l अभिक्रियाओं का क्या होता है अक्सर ऐसा नहीं होता है अगर मैं आपसे आपका उत्तर जल्दी से पूछूंआप कहेंगे कि यह फोर्स बदल जाएगा की तुलना में बढ़ जाएगा l लेकिन यदि आप गणना करते हैं तो यह यहां और माइनस रहेगा l आपको यह भ्रम अक्सर होगा l मैं शियर फोर्स डायग्राम चित्रित कर सकता हूं मेरे द्वारा मोमेंट को यहां पर चलाने की परवाह किए बिना शियर फोर्स डायग्राम बिल्कुल भी नहीं बदलेगा l तो शियर फोर्स डायग्राम अनिवार्य रूप से समान होगा l बेंडिंग मोमेंट कैसे होता है यह समझ देकर की यह कंसंट्रेटेड बेंडिंग मोमेंट एक अचानक वृद्धि का सेंस देगा l मैं जानता हूं कि यहां कोई ट्रांसवर्स फोर्स कार्य नहीं कर रहा है जिसका मतलब है इसका डेरिवेटिव जैसा की मैंने पहले ही बताया है इस विशेष जोन में w शून्य है l इसका मतलब है यह 0 हैं इसका मतलब है कांस्टेंट है l यदि कांस्टेंट है तब M x में लीनियर होता है l और इसलिए यह बनाएगा आइए मैं यहां तक बनाता हूं एक पॉजिटिव सेंस इस प्रकार से l यह क्या है

हम इसको देखते हैं यह x में लीनियर वेरिएशन है x बराबर 0 पर यह है और यह स्वाभाविक रूप से सत्य है क्योंकि मेरे पास यहां है l इसलिए यह है और तब हमारे पास एक समान रूप से घटते हुए यह मान हैं l केंद्र पर x के बराबर है इससे आता है l और इसलिए यह यहां से गुजरता है और यह लीनियर है हमारे पास कुछ इस प्रकार से होता है से शुरुआत होकर और यह नेगेटिव है यह पॉजिटिव हो जाता है और अंत में हम इसे से बंद कर देते हैं l बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को कैसे चित्रित करता हूं पुनः एक ही सिद्धांत है आइए अब मैं यहां पर उसी फ्री बॉडी डायग्राम का उपयोग करता हूं l को प्राप्त करने के क्रम में मैं इस बिंदु को चुनता हूं जिस पर मैं मोमेंट की साम्यवस्था प्राप्त करता हूं l इसलिए यह मुझे देगा भाग नहीं लेगा दक्षिणावर्त सेंस में भाग लेगा और इसलिए मेरे पास है l कई बार लोग इस x को भूल सकते हैं और यह कैसे होता है यह इस संपूर्ण लंबाई के ऊपर यूनीफामर्ली डिस्ट्रिब्यूटेड सेल्फ वेट है l अब यह करने के दो तरीके हैं आप एक से दूसरे में इंट्रीगेट कर सकते हैंl इसे करने का दूसरा तरीका यह है कि कुल फोर्स को w गुना x के बराबर प्रतिस्थापित किया जा सकता है क्योंकि यह कुल फोर्स है और यह इस x के केंद्र पर कार्य कर रहा है जो इस x से दूरी पर है

यह एक क्वाड्रेटिक विभिन्नता है l इसलिए मुझे मुख्य रूप से कुछ ऐसा मिलेगा l यह केंद्र पर कैसा होता है केंद्र पर क्या मान होता है केंद्र पर मान है गुना l गुना आपको प्राप्त होता है l इसलिए यह पैराबोलिक वेरिएशन है l इस बिंदु पर और इस बिंदु पर 0 है और यह पॉजिटिव मान है l यह एक चीज जो आप को यहां पर ध्यान रखनी है यहां मध्य में शियर फोर्स 0 के बराबर होता है जबकि बेंडिंग मोमेंट अधिकतम होता है l शियर फोर्स लीनियरली परिवर्तित हो रहा है जबकि बेंडिंग मोमेंट क्वाड्रेटिक है l यहां पिछले उदाहरण जिन्हें हमने हल किया है हमारे पास कांस्टेंट शियर फोर्स थे और बेंडिंग मोमेंट में परिवर्तन लीनियर था l कांस्टेंट के लिए हमारे पास लीनियर था लीनियर शियर फोर्स डायग्राम के लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक है l इन दो डायग्राम के बीच में एक संबंध सा प्रतीत होता है और यही हम आगे तलाशने जा रहे हैं l ऐसा करने से पहले मेरा एक आसान सा सवाल है और वह यह है मेरे पास ऐसा कुछ है जैसा कि वहां दिखाया गया है यह इस सेल्फ वेट w प्रति यूनिट लंबाई के कारण एक यूनिफार्मली डिस्ट्रब्यूटेड लोड है l क्या मैं इस पर कुल रिजल्टेंट फोर्स प्राप्त कर सकता हूं इसका उत्तर हां है और यदि मैं इस यूनिफार्मली डिस्ट्रब्यूटेड लोड को इसके साथ प्रतिस्थापित करता हूं यह कुछ भी नहीं है लेकिन कुल वेट इस विशेष बिंदु पर कार्य कर रहा है जोकि के बराबर हैं जहां M इस संपूर्ण बॉडी का द्रव्यमान हैं l आइए मैं कैपिटल M का उपयोग करता हूं l अब प्रश्न यह है कि क्या मैं बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स चित्रित करने के क्रम में इस डायग्राम का उपयोग कर सकता हूं उत्तर स्वाभाविक है उत्तर नहीं है l क्योंकि यदि मैं यहां कहीं पर कट करता हूं मेरे पास एक कांस्टेंट शियर फोर्स और लीनियर बेंडिंग मोमेंट है जो यहां पर वृत्तांत नहीं है l यह बहुत लोगों द्वारा की जाने वाली सामान्य गलती है l इसलिए मैं बस यहां पर इसे दिखाना चाहता हूं l